आज के व्याख्यान में हम क्या करने जा रहे हैं आज के व्याख्यान के पहले भाग में हम आंतरिक प्रवाह के लिए कुछ उदाहरण समस्याओं और बाहरी प्रवाह के बारे में कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं और फिर पाठ्यक्रम के अगले विषय पर आगे बढ़ेंगे तो पहली समस्या एक ट्यूब है जिसमें एक द्रव द्रव्यमान प्रवाह दर 001 किलोग्राम प्रति सेकंड पर बह रहा है फिर बाहरी सतह 2000 वाट प्रति मीटर वर्ग के स्थिर प्रवाह पर बनी हुई है फिर व्यास 60 मिलीमीटर मिश्रण कप तापमान इनलेट पर 20 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस है उफ़ मिक्सिंग कप तापमान ट्यूब के बाहर निकलने पर 80 डिग्री सेल्सियस है तो जाहिर है आप कल्पना कर सकते हैं कि तरल पदार्थ जैसे ही ट्यूब के माध्यम से जाता है गर्म हो रहा है और यह अपने आसपास मौजूद तरल पदार्थ से ऊष्मा ले रहा है यह 2000 वाट प्रति मीटर वर्ग का स्थिर प्रवाह बनाए रखता है अब प्रश्न यह है कि ट्यूब की लंबाई कितनी है और दूसरा प्रश्न यह है कि L पर सतह का तापमान क्या है तो L ट्यूब की लंबाई है L पर घुमावदार सतह का तापमान क्या है तो ये दो प्रश्न हैं तो हम इसे कैसे ढूंढते हैं तो ऊष्मा की कुल मात्रा जो द्रव द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ली जाती है तो वह mdot Cp into Tmo minus Tmi द्वारा दिया जाता है तो वह ऊष्मा की कुल मात्रा है जो स्थिर अवस्था की स्थिति के तहत तरल पदार्थ द्वारा ली जाती है जो कि ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है जो वक्र सतह क्षेत्र में qs प्राइम तक होती है तो यह pi d L द्वारा दिया गया है तो यह pi गुणा d गुणा L है हमारे पास सभी जानकारी mdot Cp दी गई है इसलिए मैं यहां नंबर डाल सकता हूं तो लंबाई mdot Cp Tmo minus Tmi divided by pi into d होगी जो 001 into 4181 into 60 divided by pi 006 into 2000 होगी तो यह 665 मीटर निकला इसलिए मैं चाहता था कि आप संख्याओं को देखें वैसे यह संख्याओं का यथार्थवादी समुच्चय है तो देखो ट्यूब का व्यास 60 मिलीमीटर है 60 मिलीमीटर कितना होता है यह इतना होता है सही व्यास में 6 सेंटीमीटर और फिर ट्यूब की लंबाई 665 मीटर है इतना ही यह लगभग इस मंच की लंबाई है हमारे पास 6 मीटर है यह काफी ऊंचा है तो यह यदि आप वास्तव में RCF की अपनी यात्रा को याद करते हैं यदि आप ट्यूब की लंबाई देखते हैं जो कि आपके पास उद्योग में बहुत बड़ा है तो इसका कारण यह है कि तरल पदार्थ को गर्म करने या तरल पदार्थ को ठंडा करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और इसलिए 6 मीटर वास्तव में इतना नहीं है जब व्यास वास्तव में बहुत छोटा हो सकता है तो अधिकांश ट्यूब जिसे आपने गर्म करने के लिए देखा था शायद इससे बड़ी नहीं है आप जानते हैं कि यह ट्यूब का काफी उचित आकार है लेकिन तब 6 मीटर काफी लंबा होता है तो ऊष्मा परिवहन का विचार वास्तव में प्रक्रिया के साथ किया जाता है जब आप भविष्य के सेमेस्टर में इस प्रक्रिया के डिजाइन और प्रक्रिया प्रवाह पत्र पाठ्यक्रम करते हैं तो आप देखेंगे कि टयूबिंग की लंबाई वास्तव में कि कैसे एक प्लांट बनाना होगा डिजाइन करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है तो आप अपनी ट्यूब को इस तरह से संरेखित करना चाहते हैं कि आप वास्तव में उपकरण को छोटा कर रहे हैं वह ट्यूब है ट्यूब का आकार लेकिन साथ ही आप किसी दिए गए Cp के लिए ऊष्मा परिवहन की मात्रा को अधिकतम करते हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्लांट में कई अलग अलग तरल पदार्थ होंगे जो वास्तव में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उपकरणों की ओर बह रहे हैं कुछ को गर्म करना पड़ता है और कुछ को ठंडा करना पड़ता है तो ऊष्मा परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है ऊष्मा परिवहन को कैसे बनाए रखा जाए और इसलिए कि आप कुल ऊर्जा लागत में कटौती करें तो यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है यह समझना महत्वपूर्ण है और यदि आपको 6 मीटर की एक खतरनाक संख्या मिलती है तो आपको वास्तव में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह इतना उचित नहीं है कि एक लंबी ट्यूब और वह पतली ट्यूब हो निःसंदेह यदि आप एक क्रियात्मक डिजाइन करते हैं यदि आपको रिएक्टर का आकार 6 मीटर मिलता है तो आपको इसके बारे में चिंता करनी होगी क्योंकि ऐसा करना असंभव है 6 मीटर लंबा रिएक्टर बनाना बहुत मुश्किल है और ऐसे हैं रिएक्टर जो लंबे है लेकिन वास्तव में नहीं है एक इतना लंबा रिएक्टर होना बहुत मानक बात नहीं है ठीक है तो आपको संख्याओं के लिए कुछ महसूस करना होगा इसलिए उचित है यदि आपके पास 6 मीटर की पाइपिंग प्रणाली है लेकिन हमारे पास एक रिएक्टर है तो आपके पास 6 मीटर लंबा रिएक्टर नहीं हो सकता है इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है इसलिए जब आप इनमें से कुछ समस्याओं से गुजरते हैं तो आपको संख्याओं के बारे में कुछ महसूस होना चाहिए और पाठ में अधिकांश समस्याएँ काफी यथार्थवादी हैं ये औद्योगिक रूप से संबंधित समस्या हैं इसलिए जब आप भविष्य में उद्योग में जाते हैं तो आपके सामने आने वाले विभिन्न प्रकार के नंबरों का यह एक अच्छा अनुभव देता है तो आपकी दूसरी समस्या यह है कि L पर सतह का तापमान तापमान का पता कैसे लगाया जाए हम यह कैसे करते हैं हम तापमान कैसे खोजते हैं तो यह एक स्थिर प्रवाह की स्थिति है यह परिवहन गुणांक है यह सही नहीं है हम अभी तक यह नहीं जानते हैं तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि मैं न्यूटन का शीतलन नियम Newton's law of cooling L पर लिखता हूं जहां L पर qs कुछ h into Ts minus Tm at L होगा तो यह न्यूटन का L पर शीतलन का नियम है तो अब अगर मुझे पता है कि ऊष्मा परिवहन गुणांक क्या है और m क्या है मैंने सही किया है लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा जानता हूं तो यह एक स्थिर प्रवाह की स्थिति है मुझे पता है कि मिक्सिंग कप तापमान का तापमान प्रोफ़ाइल क्या है तो मुझे पता है कि Tm Tmi plus द्वारा दिया गया है हां qs डबल प्राइम T में mdot Cp द्वारा x में विभाजित तो L पर Tm को Tmi plus qdouble prime P divided by mdot Cp into L द्वारा दीया जाता है हम इसे जानते हैं तो हम इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और फिर हम यह भी पा सकते हैं मैंने यहां अन्य नंबर नहीं दिए हैं तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि नुसेल्ट नंबर क्या है अगर मैं स्थिर प्रवाह का मामला पूरी तरह से विकसित मान लेता हूं तो नुसेल्ट संख्या क्या है यह कंस्टन्ट है और यह 436 है तो यहाँ से मैं यह पता लगा सकता हूँ कि ऊष्मा परिवहन गुणांक 436 into k by D है तो यह द्रव की चालकता k f है तो D द्वारा विभाजित द्रव की चालकता तो यहां से मुझे यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि ऊष्मा परिवहन गुणांक क्या है इसलिए अगर मैं इस संख्या को हटा दूं तो यह 487 watt per meter square Kelvin होगा अब हम कैसे जानेंगे कि पूर्ण विकसित शासन में यह वास्तव में पूरी तरह से विकसित है या नहीं यदि यह 005 गुना रेनॉल्ड्स संख्या गुणा प्रांटल संख्या है तो अगर यह संतुष्ट है तो आप मान सकते हैं कि यह पूरी तरह से विकसित प्रणाली है तो हम रेनॉल्ड्स संख्या और प्रांटल संख्या की गणना कर सकते हैं तो रेनॉल्ड्स संख्या लगभग 603 है और प्रांटल संख्या लगभग 2 या ऐसा ही कुछ है तो यह x by d से बहुत अधिक होगा तो जब यह शर्त पूरी हो जाती है वास्तव में जब हमने संवहन और आंतरिक प्रवाह पर चर्चा शुरू की थी तब यह भी उन चीजों में से एक थी तो यह शर्त संतुष्ट है तो आप मान सकते हैं कि यह एक पूर्ण विकसित प्रणाली है और इसलिए इसलिए L पर Ts जो कि q s prime divided by h plus Tm at L द्वारा दिया जाता है जो L पर h जमा Tm से विभाजित होता है इसलिए इसे 2000 divided by 487 plus 80 से दिया जाता है इसलिए यह लगभग 120 डिग्री C है तो यह सतह का तापमान x L के बराबर है यहाँ मान लीजिए कि अगर यह पानी है तो मैंने आपको यह नहीं बताया कि कौन सा द्रव अंदर जा रहा है मान लीजिए अगर यह पानी है तो यह एक उचित तापमान है नहीं क्यों यह पानी के क्वथनांक से ऊपर है मान लीजिए कि कोई द्रव जो अंदर जा रहा है वह पानी ठीक है मान लीजिए कि यह पानी है तो सभी का Ts 121 के बराबर काफी अनुचित है तो आप उम्मीद करेंगे कि उस समय पानी वास्तव में उबल चुका होगा आपको वाष्प दिखाई देगी तो आपकी सारी गणना टूट जाएगी तो आपको उस तापमान पर ध्यान देना होगा जो आपको मिलता है यदि आप मानते हैं कि यह एक एकल चरण है तो ध्यान दें कि हमने कभी भी मल्टीफ़ेज़ सिस्टम को नहीं देखा अब तक हम मानते हैं कि कोई चरण परिवर्तन नहीं हुआ है और द्रव एसिड ट्यूब के माध्यम से चला जाता है ऐसे में आपको इन नंबरों पर ध्यान देना होगा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ये संख्याएं जो आपको मिलती हैं वे द्रव के क्वथनांक से ऊपर नहीं हैं जिसे आप वास्तव में देख रहे हैं तो अगर यह सही होना है और इसे होना है तो यह पानी नहीं हो सकता इसे कोई और तरल पदार्थ होना चाहिए इसलिए ध्यान देना जरूरी है बात यह है कि आपको जो अंक मिलते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है चलिए अगली समस्या पर चलते हैं हमारे पास एक ट्यूब है और हमारे पास एक तरल पदार्थ है जो इसके माध्यम से 005 किलोग्राम प्रति सेकंड बह रहा है और व्यास 015 मीटर है और हम कहते हैं कि एक तरल पदार्थ है जो बाहरी घुमावदार सतह से बह रहा है और शून्य डिग्री सेल्सियस पर है और बाहरी ऊष्मा परिवहन गुणांक 6 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है तब L पर Tm 77 डिग्री C और Tm0 103 डिग्री C और लंबाई 5 मीटर है तो प्रश्न यह है कि L पर ऊष्मा का ह्रास क्या है तो सवाल यह है कि मान लीजिए कि मैं अलग अलग x मानों को देखता हूं जिन पर पूरी तरह से विकसित शासन दिखाई देने वाला है इसलिए मैं केवल यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अधिकांश ट्यूब के लिए यह पूरी तरह से विकसित है बस इतना ही तो प्रवेश लंबाई बहुत कम है तो Nusselts संख्या यदि आप Nusselts संख्या को देखते हैं जो आपको उन सहसंबंधों के लिए मिला है जो आपको प्रवेश लंबाई शामिल करने पर मिले थे तो हमेशा पूरी तरह से विकसित और कुछ योगदान के लिए Nusselts संख्या होगी लेकिन यह 7 मीटर है कुल लंबाई 7 मीटर है जो बहुतछोटी है इसलिए यदि आप Nusselts संख्या सहसंबंध को नोटिस करते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि प्रवेश लंबाई के कारण यह Nusselts संख्या पूरी तरह से विकसित है और कुछ योगदान है यदि यह योगदान महत्वहीन है तो आप मानते हैं कि यह लगभग स्थिर है बस इतना ही तो यहाँ सवाल यह है कि ट्यूब की पूरी लंबाई में ऊष्मा का नुकसान क्या है और प्रवाह क्या है और तापमान वितरण क्या है L पर तापमान और कुछ संख्याएँ यहाँ दी गई हैं तो प्रांदल संख्या 07 है n 03 है तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे तो पहला आसान है यह m Cp deltaT है तो qs mdot Cp into Tm Tmi minus Tmo minus Tmi और वह संख्या 005 into 1010 into 77 minus 103 के बराबर है तो यह माइनस 1313 वाट है यह ऋणात्मक क्यों है क्योंकि द्रव अब सराउंडिंग से ऊष्मा खो रहा है तो यह वह साइन कन्वेंशन है जिसका हमने उपयोग किया है फिर हम ट्यूब के अंदर तरल पदार्थ से ट्यूब के बाहर तरल पदार्थ में जाने वाले q डबल प्राइम फ्लक्स को कैसे ढूंढते हैं मैं आपको एक संकेत दूंगा ताकि आप थोड़ा अलग तरीके से देख सकें तो याद रखें कि हमने आपके चालन विषय में क्या सीखा है तो अगर यहाँ एक दीवार है तो इसे देखने का तरीका यह है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ग है अब एक तरल है जो यहाँ बह रहा है और दूसरा द्रव जो इस तरफ मौजूद है तो अब ऊष्मा परिवहन का प्रवाह ऊष्मा परिवहन का प्रवाह अनिवार्य रूप से दीवार तक परिवहन है और दीवार से यह तरल पदार्थ का बाहर की ओर परिवहन है इसलिए यदि मैं यह मान लूं कि दीवार द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध नगण्य है यदि मान लें कि चालन के लिए दीवार द्वारा दिया गया प्रतिरोध है मुझे चालन प्रतिरोध का भी उल्लेख करना चाहिए यह एक बहुत बुरी धारणा नहीं है क्योंकि यदि ट्यूब की मोटाई आमतौर पर बहुत छोटी होगी और ठोस की चालकता भी काफी अधिक है तो बहने वाली गैस की चालकता या द्रव धारा इसलिए जो चालन प्रतिरोध पेश किया जाता है वह संवहन की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकता है यह समान होगा यह बस गणना को आसान बनाता है बस इतना ही आप हमेशा चालन को शामिल कर सकते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है बस एक स्टिकिंग जोड़ना बहुत आसान है उसके अंदर एक और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ना है तो मैं बस इतना कर सकता हूं कि अब मैं एक प्रतिरोध नेटवर्क बना सकता हूं और यह प्रतिरोध क्या है यह ट्यूब के अंदर का तापमान है और यह दीवार का तापमान है और यह बाहर के तरल पदार्थ का तापमान है और यह 1 by h inside into A is 1 by h outside into A हैजो कि प्रतिरोध है तो अगर हम ऊष्मा परिवहन गुणांक जानते हैं तो मैं कर चुका हूं तो मुझे मिक्सिंग कप का तापमान पता है तो यहाँ प्रतिनिधि तापमान मिक्सिंग कप तापमान है इसलिए अगर मुझे तापमान पता है अगर मुझे ऊष्मा परिवहन गुणांक पता है तो मैं कर चुका हूं तो अब प्रश्न यह है कि आंतरिक ऊष्मा परिवहन गुणांक की गणना की जाए बाहरी ऊष्मा परिवहन गुणांक दिया गया है हमें केवल आंतरिक ऊष्मा परिवहन की गणना करनी है तो अब हम यही करने जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम गणना करने जा रहे हैं रेनॉल्ड्स संख्या 4 mdot pi d mu है तो यह लगभग 20404 होगा तो स्पष्ट रूप से यह एक अशांत प्रवाह अशांत स्थिति है तो हमें Dittus Boelter समीकरण का उपयोग करना होगा Nusselt संख्या को खोजने के लिए Dittus Boelter समीकरण को कम करना होगा तो d के आधार पर nu 0023 रेनॉल्ड्स संख्या है जो 4 by 5 की power से 03 की power तक है तो यहाँ से हम पाते हैं कि यह 116 वाट प्रति मिनट वर्ग केल्विन होगा तो एल पर ऊष्मा परिवहन गुणांक है तो अब प्रतिरोध नेटवर्क का उपयोग करना qsdouble prime कुछ भी नहीं लेकिन समग्र तापमान अंतर को प्रतिरोध द्वारा विभाजित किया गया है तो वह Tm minus Tinfinity at L divided by 1 by hi plus 1 by h0 होगा याद रखें कि मैं प्रवाह की गणना कर रहा हूं आपने क्षेत्र को हटा दिया है तो अगर मुझे h0 और h1 पता है तो मेरा काम हो गया मुझे पता है कि TmL क्या है मुझे पता है कि टी इन्फिनिटी क्या है मैं केवल संख्याओं को प्लग कर सकता हूं और यह प्रति वर्ग मीटर 300 और 45 वाट हो जाएगा तो वह प्रवाह है मुझे कैसे पता चलेगा अगला सवाल यह है कि मुझे सीमा पर तापमान खोजने की ज़रूरत है मुझे Ts खोजने की जरूरत है मुझे L पर Ts खोजने की आवश्यकता है हम यह कैसे करते हैं तो वही प्रवाह तो qsdouble prime भी TmL minus TsL divided by 1 by hi के बराबर है तो इससे मैं Tm of L की गणना कर सकता हूं जो 5507 डिग्री के बराबर है तो यह उस स्थान पर तरल पदार्थ का तापमान है जहां द्रव L पर ट्यूब छोड़ रहा है इसलिए याद रखें कि प्रतिरोध अवधारणा जिसे हमने वास्तव में विकसित किया है और चालन विषय में चर्चा की है वास्तव में बहुत काम आती है जब आपके पास एक साथ चालन संवहन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है यदि आपके पास दीवार में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है जो कि बनाने के लिए बुरी धारणा नहीं है आप देख सकते हैं कि यह प्रतिरोध अवधारणा बार बार कई अलग अलग परिदृश्यों में आ रही है तो प्रतिरोध अवधारणा को सीखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग विकिरण में भी किया गया था तो प्रतिरोध का उपयोग करने का पहलू विभिन्न गुणों की गणना करना है यह एक महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी व्यावहारिक उपकरण है तो आइए एक और समस्या को देखें तो एक बार फिर हमारे पास एक ट्यूब है फिर अब स्थिर प्रवाह होने के बजाय हमारे पास एक परिवर्तनशील प्रवाह है लेकिन एक ज्ञात परिवर्तनशीलता है तो हम कहते हैं कि यह एक योग मैक्सिमा multiplied by sin pi x by L है इसलिए L ट्यूब की लंबाई है x वास्तविक दिशा है और m naught m dot वह दर है जिस पर द्रव्यमान ट्यूब के माध्यम से बहरहा है और Tmi इनलेट का तापमान मिश्रण कप तापमान है और Tmo आउटलेट का मिश्रण कप तापमान है और यदि आप मान लें कि qsm जो अधिकतम फ्लक्स है और जो स्थिर रहता है तो हम मान लेते हैं कि अधिकतम फ्लक्स कहीं बीच में मौजूद है और हम मानते हैं कि मैक्सिमा स्थिर रहता है और इसलिए हमारे पास प्रवाह के लिए एक ज्ञात कार्य है तो एक सवाल है इसलिए यदि ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिर है जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में पूरी तरह से विकसित व्यवस्था को देख रहे हैं तो ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिर है औसत तापमान और सतह का तापमान x के साथ कैसे बदलता है हमने कहा कि dTm by dx यह कुछ नहीं लेकिन qsprime into perimeter by mdot Cp है तो यह औसत तापमान या कप मिश्रण तापमान के लिए संतुलन है और इसलिए हम जानते हैं कि qsm क्या है हम qsm P को sin n pi में प्रतिस्थापित करते हैं उफ़ pi x by L divided by mdot हम इसे एकीकृत करते हैं तो हम इसे बहुत आसान पाते हैं तो हम पाते हैं कि Tm at x minus Tm इनलेट पर है जो कि pi d के बराबर है जो कि perimeter prime divided by mdot Cp integral zero to x sin Pi x by L dx है तो यह आपको x स्थान के function के रूप में माध्य तापमान के लिए व्यंजक देता है हम सतह का तापमान कैसे ज्ञात करते हैं विद्यार्थी qs बराबर h गुणा Ts आसान फिर से हम जानते हैं कि qsprime is h into Ts minus Tm है तो आप बस यहाँ Tmx के लिए व्यंजक में प्लग इन करें आप इसे खोजने में सक्षम होंगे यह बहुत आसान है तो वास्तव में यदि आप वास्तव में पहले बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और इसे खोजने के बारे में कैसे जाना है तो इनमें से अधिकतर समस्याएं वास्तव में समाप्त हो जाएंगी यदि आप इसे व्यवस्थित रूप से करते हैं वे सब बहुत आसानी से हो जाते हैं इसलिए मुझे लगता है कि हम इस उदाहरण के साथ आंतरिक प्रवाह विषय को समाप्त कर देंगे और एक त्वरित सारांश के बाद अगले विषय पर जाएंगे इसलिए अब तक हमने जो देखा है वह यह है कि पहले हमने सीमा परत उपमाओं के साथ शुरुआत की हमने सीमा परत उपमाओं को देखा और हमने रेनॉल्ड्स और चिल्टन कोबर्न सादृश्य को देखा इसे संशोधित रेनॉल्ड्स सादृश्य भी कहा जाता है इसके साथ ही हम जबरन संवहन के लिए आगे बढ़े हमने ऊष्मा परिवहन और मास परिवहन को देखा जब x एक तरल पदार्थ है या यह एक दबाव संचालित प्रवाह है जिसे पंप द्वारा पंप किया जा रहा है और इस मामले में हमने बाहरी प्रवाह को देखा और हमने फ्लैट प्लेट को देखा हमने सिलेंडरों को देखा और हमने इन दोनों मामलों में laminar turbulent भी देखा और फिर हम आंतरिक प्रवाह की ओर बढ़े वास्तव में पाइप प्रवाह वही है जो हमने देखा हमने पाइप प्रवाह को देखा और हमने विशेषताओं को पाया या मुझे कहना चाहिए कि ऊष्मा परिवहन गुणांक की प्रकृति h और hm की प्रकृति को पाया और फिर हमने laminar और turbulent flow के लिए सहसंबंधों को देखा तो बस इतना ही हमने कवर किया है तो आगे हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वह अगला विषय है जो कि मुक्त संवहन या प्राकृतिक संवहन है